हेलो आप सबका हमारे एनपीटेल कोर्स मूल्यनिरूपक भाषा विज्ञान एक नया नज़रिया में स्वागत है अब हम यह समझेंगे कि पारंपरिक व्याकरण जिसे हम निर्देशात्मक व्याकरण भी कहते हैं में और आधुनिक व्याकरण या वर्णनात्मक व्याकरण में मूलत क्या अंतर है मुझे यकीन है कि जब भी आपने अंग्रेजी सीखना शुरू किया होगा सभी ने संज्ञा सर्वनाम क्रिया क्रिया विशेषण विशेषण जैसे शब्द जरूर सुने होंगे हममें से ज्यादातर के लिए अंग्रेजी द्वितीय भाषा है मूलत अंग्रेजी भाषी परिवारों के अलावा भारत में आम तौर पर अंग्रेजी को दूसरी भाषा ही माना जाता है जब तक आप एक मूलत एक अंग्रेजी भाषी परिवार से न आ रहे हैं हमने जाना है कि यही वे शब्द हैं जिनका उपयोग वाक्यांशों में शब्दों की व्याकरण कोटियों को नामांकित लेबल करने के लिए किया जाता है मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ चलिए मैं लिखती हूँ एक सुंदर लड़की इस पदबंध में तीन शब्द हैं पहला एक उपपद है पारंपरिक व्याकरण में या निर्देशात्मक व्याकरण में हम इसे अनिश्चायक उपपद कहते हैं इसके बाद 'सुंदर' है जो कि विशेषण है और फिर 'लड़की' है जो संज्ञा है तो ये उपपद विशेषण और संज्ञा जैसे शब्दों का उपयोग किसलिए किया गया है व्याकरणिक कोटियों को लेबल करने के लिए यहां लिखे गए ये सभी शब्द व्याकरणिक कोटियाँ हैं 'ए' एक व्याकरणिक कोटि है 'सुंदर' एक व्याकरणिक कोटि है और 'लड़की' भी एक व्याकरणिक कोटि है उपपद विशेषण और संज्ञा जैसे सभी शब्द लेबल हैं जो कुछ व्याकरणिक कोटियों के लिए चिह्नित हैं अगर आपको भाषा विज्ञान के इतिहास या उसकी सामान्य जानकारी से जुड़े मेरे शुरुआती व्याख्यान याद हों तो मैंने कहा था कि भाषा विज्ञान की शुरुआत यूनानियों ने की थी और इसके बाद रोमन लोगों इसे अपनी भाषाओं के संदर्भ में बड़े पैमाने पर विस्तार दिया इसलिए संज्ञा सर्वनाम क्रिया आदि की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए हमको ग्रीक और लैटिन जैसी भाषाओं में ही लौटना होता है सो लैटिन और ग्रीक व्याकरण की स्थापित परंपरा के कारण हमने न केवल उनका अध्ययन किया बल्कि यथावश्यक जगहों पर उनकी कोटियों को अपनाना भी उचित लगा विद्वानों द्वारा ग्रीक और लैटिन दोनों भाषाओं का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया और उनमें व्याकरण की कोटियों को लेबल करने के लिए संज्ञा सर्वनाम उपपद या विशेषण जैसे शब्दों के उपयोग को निश्चित किया इसके बाद दुनिया की बाकी भाषाओं ने बिना किसी समस्या के इस व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया अंग्रेजी जैसी नई भाषाओं और अन्य आधुनिक भाषाओं के विश्लेषण के संदर्भ में लैटिन और ग्रीक शास्त्रीय भाषाएँ ठहरती हैं इसलिए अंग्रेजी जैसी आधुनिक भाषा ने भी संज्ञा सर्वनाम क्रिया और क्रिया विशेषण जैसे शब्दों का उपयोग अपनी व्याकरण की वस्तुओं को लेबल करने के लिए किया यही कारण है कि व्याकरण के निर्देशात्मक रूप या पारंपरिक व्याकरण अपनी शब्दावली में समृद्ध हो गए इससे गहन अध्ययन कर रहे वैयाकरणों को शब्दों की एक बड़ी सूची मिल गई अब मैं आपको जो अगली बात बताना चाहती हूँ वह ये कि जब आपको एक भाषा के रूप में अंग्रेजी सिखाई जा रही थी तब यह भी बताया गया होगा कि वहाँ संज्ञा जैसी चीजें मौजूद होती हैं और संज्ञाएँ वस्तुत क्या होती हैं जाहिर है संज्ञा लोगों वस्तुओं प्राणियों स्थानों गुणों घटनाओं और अमूर्त विचारों को संदर्भित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं चलिए इसे समझते हैं मैं यहाँ एक लाइन खींच रही हूँ हम यह तो समझ गए कि व्याकरणिकता और उसकी स्वीकार्यता क्या है लेकिन इससे पहले हमें यह जानना चाहिए कि निर्देशात्मक व्याकरण वास्तव में शब्दभेद के इन सभी प्रकारों को कैसे समझता है मैंने शुरू में सिर्फ इतना कहा कि व्याकरण का मूल लैटिन और ग्रीक भाषाओं से है जिनका गहन अध्ययन किया गया और फिर हम इसे संज्ञा जैसे वाक्यांशों के साथ शुरू करेंगे इसके बाद हमारे पास विशेषण हैं उपपद हैं मैं सारे शब्दभेदो का नाम ले रही हैं जिन्हें हम सब जानते हैं फिर अगली श्रेणी क्रिया है इसके अलावा हमारे पास क्रिया विशेषण हैं पूर्वसर्ग हैं सर्वनाम हैं और फिर हमारे पास समुच्चयबोधक हैं ये व्याकरणिक कोटियों के कुछ बुनियादी लेबल हैं और हमने उनके नाम अभी बताए अनुसार रखे हुए हैं कुछ व्याकरण की वस्तुएं हैं जिन्हें हम वास्तव में इस तरह से नाम दे सकते हैं ये कोटियाँ आमतौर पर क्रॉसलिंग्विस्टिकली बहु भाषा विज्ञानों में मिल जाती हैं जब मैं क्रॉसलिंग्विस्टिकली कहती हूँ तो इसका मतलब है यह दुनिया की अधिकांश भाषाओं में उपलब्ध है अब हम देखेंगे कि निर्देशात्मक व्याकरण या पारंपरिक व्याकरण ने हमें संज्ञाओं को समझने में कैसे मदद की है और फिर यह जांचने की कोशिश करेंगे कि इस समझ में कुछ भी खामियाँ हैं यदि खामियाँ हैं तो हम किस तरह उन्हें दूर कर सकते हैं हम संज्ञा से तो छुटकारा पा सकते हैं लेकिन हम उसकी खामियों से कैसे छुटकारा पाएँ या हम इसकी समझ को कैसे सुधार सकते हैं तो जब मैं आपसे ये पूछती कि संज्ञा क्या है तो आपके अनुसार इसका उत्तर क्या होना चाहिए स्कूल में इतने लंबे समय तक अंग्रेजी की पढ़ाई करके आपने क्या सीखा मैं आपको स्कूल में सीखी गई चीजों को याद करने के लिए कह रही हूँ और यह बताने की भी कोशिश कर रही हूँ कि स्कूल स्तर पर अक्सर शिक्षक अपने शिष्यों को कैसे संज्ञा की परिभाषा समझाते हैं इसलिए आमतौर पर हम समझते हैं कि संज्ञा वे शब्द हैं जो लोगों वस्तुओं को संदर्भित करते हैं साथ ही प्राणियों स्थानों गुणों घटनाओं को भी संदर्भित करते हैं इसके बाद हमारा सामना घटना और उसके साथ अमूर्त विचारों से होता हैं ये अलग अलग चीजें हैं पर इन्हें भी संज्ञा के माध्यम से अभिहित किया जाता है जब मैं कहती हूँ कि संज्ञा व्यक्ति का उल्लेख है तो जब मैं लड़का कहती हूँ तो जाहिर है लड़का भी एक व्यक्ति है यानी लड़का भी किसी व्यक्ति का संदर्भ देता है जब मैं कहती हूँ कि यह वस्तुओं को संदर्भित करता है किसी बैग की तरह मैं एक बैग ले जा रही हूँ यानी बैग एक वस्तु है इसी तरह प्राणी जैसे बिल्ली यह भी एक संज्ञा है बैग एक संज्ञा है लड़का एक संज्ञा है स्थान जैसे बैंक या स्कूल आदि सभी संज्ञा हैं इसके बाद हम गुण की बात करते हैं चलिए दयालुता को लेते हैं दयालुता एक गुण है इसी तरह बहादुरी भी एक गुण है दोनों संज्ञाएँ हैं जब हम घटना कहते हैं जैसे भूकंप एक संज्ञा है इसके अलावा किसी अमूर्त विचार को लेते हैं जैसे प्रेम प्रेम एक अमूर्त विचार है इसी तरह नफरत ईर्ष्या ये भी अमूर्त विचार हैं ईर्ष्या प्रेम घृणा आदि ऐसी अवधारणाएं हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं लेकिन हम वास्तव में इसके ठोस रूप में नहीं देख सकते इसलिए यह संज्ञा को परिभाषित करने या उसका वर्णन करने का निर्देशात्मक तरीका है एक निर्देशात्मक वैयाकरण कुछ इस तरह कहेगा वे शब्द जो इन बातों को संदर्भित करते हैं संज्ञा कहलाते हैं आइए अब दूसरी श्रेणी की तरफ़ बढ़ते हैं हम उपपद को लेते हैं अंग्रेजी में तीन उपपदों का प्रयोग होता है उनमें से 2 अनिश्चयवाचक हैं और 1 एक निश्चयवाचक उपपद है 'ए' और 'एन' अनिश्चयवाचक तथा 'दि' निश्चयवाचक हैं उपपद की पारंपरिक और निर्देशात्मक परिभाषाएँ क्या क्या है आमतौर पर संज्ञा के साथ उपपद का प्रयोग संज्ञा पद के लिए होता है तो उपपद की भूमिका क्या है उपपद संज्ञा पद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है 'मैन' 'ए मैन' जब आप 'मैन' बनाम 'ए मैन' की तुलना करते हैं तो 'मैन' संज्ञा है और 'ए मैन' संज्ञा पद यानी किसी भी संज्ञा पद में उपपद जरूर होता है आपको यही सिखाया गया होगा तो एक संज्ञा पद है और दूसरा संज्ञा है इसे स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करें जब मैं 'दि बॉय' कहती हूँ तो 'दि' यहाँ उपपद है और 'बॉय' संज्ञा' जब आप 'बॉय' बनाम 'दि बॉय' की तुलना करते हैं तो 'बॉय' संज्ञा है तो 'दि बॉय' संज्ञा पद यानी किसी संज्ञा को संज्ञा पद कौन बनाता है उपपद यही इसका उपयोग है यहाँ 'दि' निश्चयात्मक उपपद है तो चाहे वह 'ए बॉय' हो 'एन एलीफेंट' हो या फ़िर 'दि बॉयज' इन सबमें हम देख सकते हैं कि 'बॉय' संज्ञा हो या 'एलीफेंट' ये उपपद लगने के बाद ही संज्ञापद बने हैं अब आप उपपद को आसानी से समझ गए होंगे अब हम विशेषण की बात करते हैं मैं आपको संक्षेप में बता रही हूँ कि निर्देशात्मक वैयाकरणों ने प्राइमरी या सैकंडरी स्कूल की कक्षाओं में आप लोगों को विशेषण के बारे में क्या बताया होगा इसके बाद हम विशेषण की आगे की बात करेंगे तो विशेषण क्या हैं विशेषण वे हैं जो एक संज्ञा के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं जब मैं 'एक खूबसूरत लड़की' कहती हूँ तो यहां संज्ञा क्या है संज्ञा लड़की है और सुंदर सुंदर संज्ञा को कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर रहा है यही कारण है कि सुंदर एक विशेषण है जब मैं 'एक बहादुर सैनिक' कहती हूँ तो संज्ञा 'सैनिक' है और 'बहादुर' 'बहादुर' शब्द संज्ञा के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर रहा है जो कि एक 'सैनिक' है वहीं 'बहादुर' को विशेषण कहा जाएगा उदाहरण के लिए 'प्रसन्नचित्त लोग' यहाँ 'लोग' संज्ञा है और 'प्रसन्नचित्त' विशेषण है जब आप 'बड़ी वस्तुएँ' कहते हैं यहाँ 'वस्तु' एक संज्ञा है 'बड़ी' एक विशेषण 'अजीब अनुभव' में 'अनुभव' एक संज्ञा है और 'अजीब' विशेषण इस तरह हम विशेषण को निर्देशात्मक या परंपरागत रूप से समझते हैं इस क्रम में सबसे अधिक पाई जाने वाली चीज है 'क्रिया' हम क्रिया को कैसे परिभाषित करते हैं ये सिर्फ विभिन्न प्रकार के कार्य हैं ये क्या बताती है जाहिर है ये विभिन्न प्रकार के कार्यों का उल्लेख करती है क्रिया विभिन्न प्रकार की स्थितियोंअवस्थाओं का भी उल्लेख करती है यानी अवस्थाएँ और कार्य दोनों और जब आप कार्य के बारे में बात करते हैं तो आमतौर पर उन शब्दों का उल्लेख करते हैं जो कोई गतिविधि दर्शाते हैं या फ़िर किसी कार्य को द्योतित करते हैं जब मैं कहती हूँ कि वह टहल नहीं सकती या वह कहीं नहीं जा सकती इनके अलावा जब आप कहते हैं कि वह कहीं नहीं जा सकती है तो इस वाक्य में 'जाना' शब्द एक क्रिया है क्योंकि यह जाने की कार्रवाई को संदर्भित करता है जब आप कहते हैं कि वह दौड़ नहीं सकती तो जाहिर है इस कार्रवाई में क्रिया भी शामिल है लेकिन दूसरी ओर जब आप कहते हैं कि जॉन बीमार है यहाँ आप किसी कार्रवाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं आप जॉन की स्थिति उसकी शारीरिक अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि जॉन शारीरिक रूप से बीमार है यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है लेकिन यह व्यक्ति घटना या वस्तु की अवस्था के बारे में भी बात कर रहे हैं इसलिए कोई शब्द जिससे किसी कार्रवाई हो या किसी अवस्था का बोध होता हो उसे हम क्रिया कहते हैं मुझे यकीन है कि अब आप में से ज्यादातर समझ गए होंगे कि क्रिया क्या होती है अब अगली श्रेणी क्रिया विशेषण की है क्रिया के लिए क्रिया विशेषण उसी तरह है जैसे संज्ञा के लिए विशेषण उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे विशेषण संज्ञा के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं क्रिया विशेषण के लिए आप संज्ञा को हटाकर उसकी जगह क्रिया रख दीजिए क्या होगा क्रिया के बारे में जानकारी मिलने लगेगी जब आप कहते हैं कि कार धीरे चल रही है तो इसका मतलब है कि 'धीरे' वह शब्द है जो हमें चलने की क्रिया के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है यहाँ क्रिया क्या है क्रिया चलना है और 'धीरे' चलने की क्रिया को सटीक ढंग से समझने में हमारी मदद कर रही है और कार्रवाई क्या है कार्रवाई चल रही है यही कारण है कि 'धीरे' एक क्रिया विशेषण है मुझे यकीन है कि ये सब आपने पहले भी पढ़ा होगा फिर हमारे पास जो अगली श्रेणी है वह है पूर्वसर्ग आप पूर्वसर्ग को कैसे समझते हैं ये वे शब्द हैं जिनका उपयोग संज्ञाओं के साथ समय स्थान के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है जैसे मैं एक घंटे में पहुंच जाऊँगा यह समय की जानकारी है किताब को मेज पर रख दो यह स्थान और अन्य स्थितियों की जानकारी है इसी तरह मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ यहाँ आप कुछ अन्य स्थितियों की जानकारी के बारे में बता रहे हैं यानी ये जानकारी आपको तब मिलती है जब आप उसे खोलते हैं या जब किसी पूर्वसर्ग का प्रयोग करते हैं अधिकांश मामलों में पूर्वसर्ग से समय स्थान और अन्य चीजों से संबंधित जानकारी मिलती है जब आप कहते हैं कि मैं घर के पीछे खड़ा हूँ तो यह पूर्वसर्ग ही है जो जगह को इंगित करता है लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं आपके पहुंचने के बाद पहुंच जाऊंगा तो यहाँ समय के बारे में जानकारी दी जा रही है और जब आप कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना इसे नहीं कर सकता तो यह सिर्फ एक अंतर्संबंध है इसलिए जब आपके कहे बिना या मैं बिना सोचे ऐसा कर सकता हूँ तो यह सिर्फ एक अंतर्संबंध है और संबंधित कार्रवाई और उससे जुड़ी चीजों को संकेतित कर रहा है इस तरह ये एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप पूर्वसर्ग को समझते हैं चलिए अब सर्वनाम की ओर बढ़ते हैं जो कि अंग्रेजी व्याकरण की सबसे महत्वपूर्ण कोटियों में से एक है दुनिया में कोई व्याकरण या किसी भी भाषा का कोई व्याकरण अगर उसके पास सर्वनाम है तो हम उसे कैसे समझेंगे सर्वनाम क्या है यह जानने के लिए क्या जानना जरूरी है तो सर्वनाम क्या हैं मोटे तौर पर सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ जैसे मैंने कल जॉन को देखा जॉन बाजार जा रहा था मैंने जॉन को अपने साथ चलने के लिए कहा यहाँ मैंने तीन वाक्य लिखे मैंने कल जॉन को देखा दूसरा बयान या दूसरा वाक्य जॉन बाजार जा रहा था तीसरा वाक्य मैंने जॉन को मेरे साथ चलने के लिए कहा यहाँ तीन बार जॉन जॉन जॉन कहने के बजाय आप बस एक बार इसका उपयोग कर सकते हैं और बाकी दो अन्य जगह सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं कुछ इस तरह मैंने कल जॉन को देखा वह बाजार जा रहा था मैंने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा यहाँ 'वह' और 'उसे' दोनों सर्वनाम हैं मुझे यकीन है निर्देशात्मक व्याकरण की दृष्टि में सर्वनाम क्या है आप समझ गए होंगे और अब है मेरी सूची का आखिरी शब्द समुच्चयबोधक समुच्चयबोधक क्या है जाहिर है समुच्चयबोधक संयोजन करने के काम आता है ये संबंधों का संकेत भी देते हैं जब आप कहते हैं कि मेरी मां बहुत सख्तमिजाज थीं लेकिन उन्होंने मेरी पढ़ाई का बहुत अच्छी तरह खयाल रखा वह सख्त थीं फिर भी उसने मेरी पढ़ाई का खयाल रखा यह अभिव्यक्ति का एक तरीका है दूसरी तरह से आप इसे समुच्चयबोधक का उपयोग करते हुए कह सकते हैं यथा मेरी मां बहुत सख्त थीं पर वे हमेशा इसका पूरा ध्यान रखती थीं कि हम परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करें जब आप कहते हैं कि मेरी मां सख्त है और उन्होंने परीक्षा में मेरी अच्छी तैयारी करने में मदद की तो इसका मतलब है कि आप अपने पहले बयान का समर्थन कर रहे हैं यानी पहला और दूसरा वाक्य एक दूसरे से सकारात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं यही कारण है कि आप समुच्चयबोधक 'और' का उपयोग करते हैं लेकिन जब आप कहते है कि मेरी मां बहुत सख्त है लेकिन वह इस बात का भी ध्यान रखती है कि हम कभी कभार हंसी मजाक भी कर लें तो इसका मतलब है हालांकि वह एक सख्त महिला है लेकिन कभी कभार जान बूझकर हंसी मजाक की छूट दे देती है तो दूसरे बयान में आप 'लेकिन' समुच्चयबोधक का उपयोग कर रहे हैं लेकिन पहले में 'और' का किया था यानी दूसरे बयान में प्रयुक्त वाक्य एक दूसरे से सकारात्मक रूप से नहीं जुड़े हैं इसलिए पहले वाक्य का अर्थ अलग होगा और दूसरे वाक्य का अर्थ अलग होगा लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता संबध कुछ भी हो सकता है चाहे और हो या लेकिन पर हैं ये समुच्चयबोधक ही चूंकि ये शब्द वाक्य के एक भाग का कुछ संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं इसलिए इन्हें हम समुच्चयबोधक कहते हैं ये समुच्चयबोधक संबंधों को भी संकेतित करते हैं जैसे जब मैं बीमार पड़ा तो परीक्षा नहीं दे सका था जब आप कहते हैं कि 'जब' मैं बीमार था यहाँ जब एक समुच्चयबोधक है जो सिर्फ वाक्यों को ही नहीं जोड़ता उनके संबंध को भी इंगित करता है वह संबंध क्या है कि जब मैं बीमार था वह समय मैं यहाँ समय से संदर्भित रिश्ते के बारे में बात कर रही हूँ कि यही वह समय था जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और यही कारण है कि मैं परीक्षा नहीं दे सका इस तरह समुच्चयबोधक या तो संबंध बनाने में मदद करते हैं या वाक्य में संबंधों को संकेतित करते हैं इस तरह ये कुछ शब्दभेदों की सूची थी यह बताने के लिए कि पारंपरिक व्याकरण या निर्देशात्मक व्याकरण के माध्यम से आप इन अवधारणाओं को कैसे समझ सकते हैं सबसे प्रारंभिक तरीका या बुनियादी तरीका क्या है इस प्रकार की सबसे बुनियादी परिभाषाएं ये काफ़ी उपयोगी हैं निश्चित रूप से ये उपयोगी हैं लेकिन कैसे ये अंग्रेजी जैसी भाषा में मौजूद अधिकांश रूपों की पहचान करने में बेहद उपयोगी हैं तो अंग्रेजी में यह ठीक है लेकिन शायद इस तरह की परिभाषाएँ क्रॉस लिंग्विस्टिकली काम नहीं करतीं इसीलिए ऐसी परिभाषाएं पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं हो पातीं अगर ये अंग्रेजी के लिए सही हैं तो ये जरूरी नहीं कि किसी अन्य भारतीय भाषा पर भी लागू होती हों अगर ये अंग्रेजी के लिए सही हैं तो ये जरूरी नहीं कि चीनी जापानी कोरियाई हिन्दी या फ़िर बंगला पर भी काम करती हों नहीं भी कर सकती हैं अगर आप इन चीजों को क्रॉसलिंग्विस्टिक रूप से परखने की कोशिश भी करें तो शायद दिक्कत आए हालांकि ये कम से कम इसके मूल रूपों की पहचान करने में सहायक हैं शुरुआत करने के लिए तो यह अच्छा है शायद ये क्रॉस लिंग्विस्टिक स्तर तक काम न कर पाएँ फ़िर इन्हें जाँचा क्यों न जाए हो सकता है ये भाषा ए के लिए काम कर जाएँ लेकिन यह भाषा बी के लिए काम न कर पाएँ यानी इसे और अधिक क्रॉसलिंग्विस्टिक बनाने के लिए हमें अधिक समावेशी होने की जरूरत है शायद तब यह अधिक व्यापक हो सके कुल मिलाकर हम यह जरूर कह सकते हैं कि ये वे उपचार हैं जो हमें बताते हैं कि अमुक एक संज्ञा है और अमुक एक क्रिया यदि हम उन्हें एक साथ रख दें तो हम वर्णनात्मक व्याकरण के क्षेत्र में पहुँच जाएँगे उम्मीद है मैं आपको समझा पाई हूँ अब तक हमने व्याकरण के शब्दभेदों पर चर्चा की है कि उन्हें पारंपरिक या निर्देशात्मक तरीके से कैसे समझा जाए अगले सत्र में हम कुछ दूसरी अवधारणाओं पर बात करेंगे जिनमें आप भाषा को वर्णनात्मक दृष्टिकोण से क्रॉस लिंग्विस्टिक दृष्टिकोण से और लैंग्वेज न्यूट्रल पॉइंट से समझ पाएँगे आप वास्तव में एक भाषा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बल्कि आप सामान्य रूप से मानव भाषा को समझने का दृष्टिकोण विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं इससे हमें वाक्य और वाक्य निर्माण के बारे में बेहतर समझ बनाने में मदद मिलेगी तब तक सिर्फ यह समझने या याद रखने की कोशिश करें कि हमने शब्द भेद के विभिन्न प्रकारों को लेकर आज क्या क्या चर्चा की है धन्यवाद